हम इंटरकनेक्ट मॉडलिंग पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं हमारे पिछले व्याख्यान में अगर आपको याद है कि हमने विभिन्न लेयर्स पर कुछ रेस्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट को देखा है और जैसे जैसे हम एक लेयर से दूसरी लेयर पर जाते हैं रजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के मान और परिमाण अलग अलग कैसे हो सकते हैं इसलिए अपनी चर्चाओं को जारी रखते हुए अब हम डिफ्यूजन और पॉलीसिलिकॉन लेयर्स में देखते हैं इसलिए हमने देखा है कि n और p दोनों क्षेत्रों के लिए डिफ्यूजन क्षमता बहुत अधिक है कितना अधिक वैल्यू गेट कैपेसिटेंस के तुल्य हैं तो डिफ्यूजन लेयर के साथ एक और समस्या यह है कि डिफ्यूजन में उच्च रजिस्टेंस भी है तो डिफ्यूजन एक लेयर है जहां रजिस्टेंस और कपसिटंस दोनों वैल्यू अधिक हैं तो यह पूरी तरह से आप हतोत्साहित कर सकते हैं कि लेआउट में 2 तत्वों के बीच कुछ अंतर्संबंध को डिफ्यूजन लेयर पर बनाया जाना चाहिए लेकिन इसके विपरीत एक पॉलीसिलिकॉन लेयर में कैपेसिटेंस का कम वैल्यू होता है लेकिन रजिस्टेंस वैल्यू R का अधिक होता है लेकिन चूंकि कैपेसिटेंस मान डिफ्यूजन की तुलना में बहुत कम है इसलिए कुछ मामलों के लिए जहां आपको 2 बिंदुओं को आपस में जोड़ने की आवश्यकता होती है जो बहुत करीब है इसके अलावा आप कनेक्शन के लिए पॉलीसिलिकॉन लेयर का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा आप इस लेआउट को देखते हैं जो हमने अपने आखिरी व्याख्यान के दौरान देखा था जहां हमने एक CMOS इन्वर्टर का लेआउट दिखाया था इसलिए यह कैसा दिखता है ठीक है इसलिए मैं वास्तविक प्रतीकात्मक नहीं दिखाऊंगा यह योजनाबद्ध लेआउट मैं इस स्टिक आरेख को दिखा रहा हूं लेकिन जिस मामले के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ हम कहते हैं कि हमारे पास 2 इनवर्टर हैं जो कैस्केड में जुड़े हुए हैं शायद हम किसी तरह के बफर को डिजाइन कर रहे हैं आइए हम कहते हैं कि यह A है यह B है और यह C है हमें स्टिक आरेख बनाने का प्रयास करें तो स्टिक आरेख ये VDD और ग्राउंड लाइन्स हैं मैं 2 गेट्स को एक साथ दिखा रहा हूं ये डिफ्यूजन लाइनें हैं यह P डिफ्यूजन है तो यहां एक कांटेक्ट है यहां कांटेक्ट करें यहां कांटेक्ट करें और यहां कांटेक्ट करें फिर हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर बनाने वाली पॉलीसिलिकॉन लाइन है और 2 ट्रांजिस्टर बनाने वाली एक और पॉलीसिलिकॉन लाइन है तो यह वास्तव में इस फ़ंक्शन का स्टिक आरेख लेआउट है तो अब एक बात जो आप हमारे पिछले मामले में देख रहे हैं यहाँ यह लेआउट हमने दिखाया था कि आउटपुट f को एक धातु की लेयर पर निकाला जा रहा था तो यह कांटेक्ट कनेक्शन वास्तव में एक डिफ्यूजन और एक धातु के बीच का कांटेक्ट था यही कारण है कि इस लाइन को नीले रंग के रूप में दिखाया गया था लेकिन अगर आप यहां इस परिदृश्य को देखते हैं तो इस आउटपुट को अगले इन्वर्टर के इनपुट पर जाना होगा इसलिए इस आउटपुट को इस बिंदु पर ले जाना होगा इसलिए 2 विकल्प हैं मैं उन्हें साथ साथ मिलाकर दिखा रहा हूं तो पहला विकल्प यह है कि आप यहां एक धातु की लाइन ले जाते हैं और यहां आप एक कांटेक्ट कनेक्शन बनाते हैं और यहां धातु और पॉलीसिलिकॉन के बीच आप एक कांटेक्ट कनेक्शन बनाते हैं अब दूसरा विकल्प हो सकता है इसलिए मैं इसे केवल एक के नीचे दिखा रहा हूं कि आप इस लाइन को धातु पर बिल्कुल भी न खींचें सीधे एक पॉलीसिलिकॉन लाइन का उपयोग करें यदि आप ऐसा करते हैं तो एक तरफ आपको किसी भी कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है यह पहले से ही पॉलीसिलिकॉन में है तो केवल इस तरफ आपको पॉलीसिलिकॉन और डिफ्यूजन के बीच कांटेक्ट की आवश्यकता हो सकती है आप इन कॉन्टेक्ट्स में से प्रत्येक को देखते हैं जो वे अतिरिक्त क्षेत्र पर कब्जा करते हैं और वे केवल डिले और अन्य चीजों पर अतिरिक्त RC भी लगाते हैं इसलिए कांटेक्ट को कम करना एक अच्छी बात है तो अगर ये 2 ट्रांजिस्टर एक साथ करीब हैं तो आप संभवतः उन्हें इस तरह से सीधे कनेक्ट कर सकते हैं और आउटपुट जिसे आप पॉलीसिलिकॉन पर ले सकते हैं ताकि इसे सीधे अगले गेट पर फीड किया जा सके तो यह वही है जिसका यहां उल्लेख किया जा रहा है कि आप गेट के बीच बहुत कम तारों के लिए कभी कभी पॉलीसिलिकॉन का उपयोग कर सकते हैं लेकिन डिफ्यूजन को इंटरकनेक्ट के रूप में बचा जाना चाहिए क्योंकि डिफ्यूजन लेयर के लिए R और C दोनों वैल्यू अधिक हैं जब हम तारों को मॉडल करते हैं हमने पहले भी विभिन्न डिले मॉडल में देखा है यहां डिस्ट्रिब्यूटेड रजिस्टेंस और कपसिटंस वैल्यूज होंगी तो कुल रजिस्टेंस रजिस्टिव लोड जो सामना किया जाता है वह R हो सकता है और कुल कैपेसिटिव लोड C हो सकता है लेकिन जब तार लंबी दूरी पर चलता है तो हम आमतौर पर एक मॉडल की तरह दर्शाते हैं जैसे कुल रजिस्टेंस R की जगह एक जगह पर जैसे कि N सेगमेंट हैं और रजिस्टेंस R बाय N R बाय N कह रहे हैं श्रृंखला में N बार आ रहे हैं इसी प्रकार कुल कपसिटंस C यह C बाय NC बाय N N समांतर N टाइम्स के रूप में दिखाई दे सकती है तो ये इंटरकनेक्शन वायर के मॉडलिंग के कुछ तरीके हैं तो तारों को RC मानों के साथ वितरित रूप में माना जाता है और RC मानों को लंबाई के साथ वितरित किया जाता है और इसे वास्तव में लुम्प्ड एलिमेंट मॉडल कहा जाता है और जिस तरह से आप इस वैल्यूज को वितरित करते हैं पारंपरिक रूप से 3 तरीके हैं एक को एल L मॉडल कहा जाता है जहां R और C के लिए आप इसे इस तरह से दिखाते हैं यह R श्रृंखला में है उसके बाद C ग्राउंड के समानांतर आ रहा है pi मॉडल यह pi की तरह दिखता है यह संरचनाR श्रृंखला में है और कुल कपसिटंस C बाय 2 और C बाय 2 में विभाजित है वे पहले और बाद में समानांतर में आ रहे हैं और T मॉडल रिवर्स है जहां C विभाजित नहीं है जहां रजिस्टेंस वैल्यू विभाजित है यह एक T की तरह दिखता है अब अधिक सटीक डिले के संबंध में इन जैसे विभिन्न मॉडलों का विश्लेषण किया गया है और एक विशेषता जो निकाले गए वैल्यूज रजिस्टेंस समाई और अन्य चीजों द्वारा तुलना की गई है तो यह पता चला है कि यह pi मॉडल का एक खंड है इसलिए यदि आप एक के बाद एक 3 सेगमेंट का उपयोग करते हैं जो कि सटीक रूप से देखा जाता है जिसका अर्थ है 3 से 3 प्रतिशत यानी 3 प्रतिशत वास्तविक तो एक 3 सेगमेंट pi मॉडल बहुत अच्छे परिणाम देता है लेकिन यदि आप L मॉडल का उपयोग कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए आपको इस L मॉडल के 100 सेगमेंट की आवश्यकता है इसलिए सिमुलेशन के दौरान गणना समय के संदर्भ में यह बहुत अधिक महंगा होगा और इसका मतलब है कि पहले हमने देखा था कि हम अक्सर एल्मोर डिले मॉडल का उपयोग करते हैं ताकि आप क्लॉक रूटिंग और अन्य चीजों के त्वरित अनुमान का अनुमान लगा सकें जब आप डिले को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ अनुमान की आवश्यकता है यह हमें शीघ्र चाहिए इसलिए यदि आप कहते हैं कि आप इन मॉडलों के कई स्तरों का उपयोग कर रहे हैं तो सिमुलेशन इसमें समय लगेगा तो उन मामलों के लिए क्या किया जाता है यह है कि एकल खंड pi मॉडल pi मॉडल का उपयोग उन मामलों में शॉर्ट वायर सेगमेंट में एलमोर डिले का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है अब यह एक उदाहरण है जहां 3 सेगमेंट pi मॉडल दिखाया गया है तो उदाहरण इस तरह है हम कहते हैं कि हम फिर से एक 180 नैनोमीटर प्रक्रिया लेते हैं हम धातु 2 तार पर विचार करते हैं बता दें कि यह 5 मिलीमीटर लंबा और 032 माइक्रोमीटर चौड़ा है तो तार कैसा दिखता है तार इस तरह दिखते हैं लंबाई बहुत लंबी 5 मिमी है और चौड़ाई 032 माइक्रोमीटर है इसलिए यदि आप फिर से उसी तरह से कहते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इसे वर्ग बक्से के संदर्भ में अलग करने की कोशिश करें तो यह प्रत्येक वर्ग 032 माइक्रोन 032 माइक्रोन में होगा यह भी 032 होगा तो ऐसे कितने बॉक्स होंगे तो यदि आप 5 मिमी को इसके साथ विभाजित करते हैं तो 5 मिमी का मतलब क्या है 5 मिलि इन टू 10 टू दी पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 032 इन टू 10 टू दी पावर माइनस 6 यह 5000 तक आता है और यदि आप इसे 32 से निकालते हैं तो दूसरा 2 शून्य डिवाइडेड बाय 32 होता है इसलिए यह लगभग 16000 होगा सही तो इसका मतलब यह है कि यदि आप मानते हैं कि धातु के 2 तार के लिए R बॉक्स का वैल्यू 005 ओम प्रति बॉक्स है अब बक्से की संख्या आप पहले से ही लगभग 16000 अनुमानित कर चुके हैं इसलिए यदि आप उस आंकड़े 16000 से 005 गुणा करते हैं तो कुल रजिस्टेंस लगभग 781 ओम तक आ जाता है इसलिए यह है कि आप रजिस्टेंस की गणना कैसे करते हैं बस एक बॉक्स के रजिस्टेंस वैल्यू का अनुमान लगाएं बॉक्स का रजिस्टेंस वैल्यू पहले से ही दिया गया है R बॉक्स 005 है और आप इन दोनों को गुणा करते हैं बक्से की संख्या से गुणा एक बॉक्स का रजिस्टेंस तो यह मान लगभग 781 ओम पर आता है और इस धातु 2 तार के लिए यहाँ प्रति माइक्रोन कैपेसिटेंस भी प्रति माइक्रोमीटर प्रति 02 फेम्टो फैरड है अब क्योंकि तार 5 मिमी लंबा है जिसका अर्थ है 5000 माइक्रोमीटर यदि आप इसे गुणा करते हैं तो यह 1 पिकोफर्ड बन जाता है इसलिए 3 खंडों में 3 रजिस्टेंस होते हैं 781 को 3 से विभाजित किया जाता है जो लगभग 260 है इसलिए 260 260 260 और यह 1 पिकोफैराड 6 से विभाजित होता है यह लगभग 167 फेम्टो फैरड तक आता है तो इस कपसिटंस में से प्रत्येक 167 होगा क्योंकि यदि आप उन्हें जोड़ते हैं तो यह 1 p f होगा तो यह है कि मॉडल कैसे बनाया जाता है अब एक बार मॉडल बनाने के बाद वास्तव में सिमुलेट करने के कई तरीके हैं स्पाइस सिमुलेशन किया जा सकता है या इसका मतलब है कि इस मॉडल से डिले के अन्य बहुत जल्दी अनुमान लगाया जा सकता है आगे हम अनुमान लगाने के एक तरीके पर ध्यान देते हैं आप एक तार के RC डिले को देख सकते हैं तो आइए एक उदाहरण लेते हैं 10 X इन्वर्टर जो कि 2 X इन्वर्टर का साधन है मेरे पास एक बड़ा इन्वर्टर है जो एक छोटा इन्वर्टर चला रहा है यह मैं 10 X कह रहा हूं यह मैं 2 X 10 X कह रहा हूं चैनल का क्षेत्र 10 k बाय 10 k होगा हमारा मतलब है कि यह 10 X है यह 2 X का है क्षमा करें यह उस स्थिति में 5 k होना चाहिए 5 बार इसलिए इस मामले में हम मानते हैं कि गेट्स की रेजिस्टविटी के लिए रजिस्टेंस मान 25 किलो ओम माइक्रोमीटर है और यहाँ जब आप RC के लिए एलमोर डिले R पर विचार कर रहे हैं तो हम आमतौर पर एलमोर डिले पर विचार करते हैं इसलिए पिछले मामले में हम पहले ही इस 781 ओम और 1 पिकोफैराड का अनुमान लगा चुके हैं तो यह 781 ओम है और 1 पिकोफैर्ड 500 और 501 स्टिच पाई में विभाजित है अब गेट के लिए यहाँ फीचर्स nMOS के लिए 036 माइक्रोमीटर हैं और अब यहाँ हम पाथ से ग्राउंड पर विचार कर रहे हैं जो nMOS है इसलिए यदि आप 25 किलो गुणा 036 से गुणा करते हैं अगर हम सिर्फ गणना करते हैं तो यह 690 ओम तक आता है तो यहां प्रभावी रेजिस्टिव लोड 65 ओम होगा इसी तरह दूसरी तरफ 2 ट्रांजिस्टर हैं जो निश्चित रूप से 2 X हैं इसलिए यदि आप समान रूप से उन n और p प्रकारों के कैपेसिटेंस का अनुमान लगाते हैं तो यह निश्चित रूप से आता है यहां यह नहीं दिखाया गया है यह 4 फेम्टोफैरड के लिए आता है तो अगर आप इस पूरे सर्किट का सिमुलेट करते हैं तो आपने ड्राइवर को मॉडल किया है एक इन्वर्टर है जो प्रभावी रूप से ड्राइविंग कर रहा है इसलिए मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि एक पुल डाउन है एक पुल अप है इसलिए इस मॉडल में मैं ग्राउंड के लिए पाथ देख रहा हूं तो पुल डाउन 690 ओम है और यहां प्रभाव है एक कैपेसिटिव लोड है जो पुल अप के आकार को इंगित करता है और ट्रांजिस्टर को पुल डाउन करता है इसलिए यदि आप इसे सिम्युलेट करते हैं तो डिले लगभग 11 नैनोसेकंड के रूप में सामने आती है तो इससे पता चलता है कि अगर हमें इस तरह की समस्या है तो इस तरह से कुछ मॉडलिंग का उपयोग करना और फिर सिमुलेशन का उपयोग करना ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं जिनसे आप डिले प्राप्त कर सकते हैं आगे हम क्रॉस टॉक के मुद्दों पर आते हैं अब एक कपैसिटर चार्ज रखता है और यह तुरंत वोल्टेज को सही ढंग से नहीं बदलता है इसलिए क्योंकि कपैसिटर अपनी प्लेटों में चार्ज रखता है चार्ज होने और स्थानांतरित होने में कुछ समय लगेगा इसलिए तुरंत आप यह नहीं कह सकते हैं कि वोल्टेज v से 0 पर जाएगा यह समय लगता है यही कारण है कि एक क्षय होता है और चार्जिंग और डिसचार्जिंग होती है तो अब अगर इस तरह का कोई मुद्दा है तो 2 समानांतर तार हैं जिनमें उच्च कपसिटंस है कि हमें यहाँ दिखाने की कोशिश करें इस तरह एक तार है इस तरह का एक और तार है तो इन 2 तारों के बीच एक उच्च कपसिटंस है जो हमें कहते हैं तो अगर किसी एक तार पर 0 से 1 तक या 1 से 0 तक एक सिगनल ट्रांसमिशन होता है तो दूसरा तार शायद कुछ ले जा रहा है यह एक कांस्टेंट वोल्टेज सिग्नल ले रहा था हम कहते हैं कि यह एक निरंतर ले जा रहा था वोल्टेज सिग्नल लेकिन इस कैपेसिटिव इफ़ेक्ट के कारण जो होगा वह है तो जब भी दूसरी लाइन में अचानक वृद्धि होती है तो यहां भी इस तरह से एक गड़बड़ी होगी फिर से यहां इस तरह से एक गड़बड़ी होगी और यहां भी इसी तरह की कोई गड़बड़ी होगी इसे वह कहा जाता है जिसे लाइनों के बीच क्रॉस टॉक इफ़ेक्ट कहा जाता है यह कैपेसिटिव कपलिंग या क्रॉसस्टॉक है अब यह क्रॉसस्टॉक परिणाम क्या है गैर स्विचिंग तारों पर नॉइस जैसा कि मैंने कहा है यह दूसरा तार स्टेट नहीं बदल रहा था यह स्विचिंग नहीं कर रहा था पहला स्विच बदल रहा था तो कुछ नॉइस को गैर स्विचिंग वायर पर प्रेरित किया जाता है और दूसरा यह कि स्विचिंग वायर पर डिले क्यों बढ़ सकती है आम तौर पर यह इंटरकनेक्शन तार कुछ कैपेसिटिव लोड का सामना कर रहा था इसलिए यदि यह CL है और यह रजिस्टेंस R है तो RCL के लिए आनुपातिक डिले RC था लेकिन अब क्योंकि C भी तस्वीर में आ रहा है इसलिए यह CL मान बढ़ रहा है तो RC मान भी बढ़ जाएगा यही कारण है कि सिग्नल लाइन पर डिले भी बढ़ेगी अब हम इसे थोड़ा और विस्तार से देखते हैं आइए हम इन 2 तारों को कहते हैं जो मैंने A और B को दिखाया है इसलिए उनके बीच कपसिटंस को इस तरह से दिखाया गया है यहाँ ठीक उसी तरह जैसे मैंने चित्र में दिखाया है इसे C एडजेसेंट के रूप में संदर्भित किया जाता है और ये दोनों तार किसी न किसी लेयर पर चल रहे होते हैं और इसके नीचे सब्सट्रेट होता है और सब्सट्रेट आमतौर पर ग्राउंड या कुछ निश्चित क्षमता से जुड़ा होता है तो आप कह सकते हैं कि इस सब्सट्रेट के लिए इस तार की एक कपसिटंस भी है तो हम इसे C ग्राउंड और C ग्राउंड कहते हैं मान लें कि मान समान था तो समतुल्य मॉडल इस तरह दिखता है और यह C ग्राउंड जो भी हम बात कर रहे हैं हालांकि हम इसे एक एकल कपसिटंस के रूप में दिखा रहे हैं लेकिन वास्तव में यह इसकी शीर्ष लेयर और नीचे की लेयर के कपसिटंस का योग होगा इससे संबंधित है और बराबर सर्किट मैं उन्हें एक के रूप में दिखा रहा हूं अब मिलर द्वारा नियम या एक डाक्यूमेंट है इसे मिलर प्रभाव कहा जाता है यह कहता है कि 2 तारों के बीच कपसिटंस का प्रभावी वैल्यू यह उनके व्यवहार पर निर्भर करता है इसलिए आप सांख्यिकीय रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि 2 तारों के बीच कपसिटंस यह है यह निर्भर करता है कि वे कैसे स्विच कर रहे हैं 3 स्थितियां हो सकती हैं आप कह सकते हैं यदि वे बिल्कुल भी स्विच नहीं कर रहे हैं कोई भी प्रेरित कपसिटंस नहीं कोई समस्या नहीं है लेकिन समस्या तब होती है जब कोई स्विचिंग होती है अब 3 स्थितियां हैं एक है पहला तार स्विचिंग कर रहा है 0 से 1 या 1 से 0 तक दूसरा तार मेरे द्वारा लिए गए उदाहरण की तरह स्विचिंग नहीं कर रहा है अगला मामला दोनों तार स्विचिंग कर रहे हैं और उसी दिशा में 0 से 1 या दोनों 1 से 0 तीसरे मामले दोनों स्विचिंग कर रहे हैं लेकिन रिवर्स दिशा में पहला 1 से 0 से स्विच कर रहा है दूसरा एक 0 से 1 पर स्विच कर रहा है विपरीत दिशा इसलिए इन 3 मामलों को यहां दिखाया गया है जहां मेरा मतलब है कि अब मैं दूसरी लाइन पर प्रभाव को देख रहा हूं इसका मतलब है कि यह वास्तव में बदल रहा है तो लाइन A पर एक ट्रांजीशन है अब जो B हो रहा है वह पहले मामले की तरह है B कांस्टेंट था और A में डेल्टा V के बराबर वोल्टेज में बदलाव था आइए हम कहते हैं हमें डेल्टा VDD है 0 से VDD में यह बदल रहा था इसलिए प्रभावी कपसिटंस C ground प्लस C adjacent C ground plus C adjacent होगी क्योंकि उनमें से एक ग्राउंड पर था और दूसरा बदल रहा है दूसरा मामला यह है कि दोनों एक साथ स्विचिंग कर रहे हैं तो डेल्टा V का अर्थ है कि इस बिंदु पर वोल्टेज में परिवर्तन 0 है इसलिए इस कैपेसिटिव प्लेट के पार कोई वोल्टेज नहीं है तो C adjacent तस्वीर में नहीं आएगा केवल कपसिटंस ग्राउंड के लिए केवल C ground तस्वीर में आएगा लेकिन अगर वे विपरीत दिशा में स्विचिंग कर रहे हैं तो उनमें से एक 0 से 1 जा रहा है और दूसरा 1 से 0 से जा रहा है तो वोल्टेज में अंतर दो बार हो सकता है 2 VDD सही यह 0 से VDD तक जा रहा है यह VDD से 0 पर जा रहा है इसलिए डेल्टा परिवर्तन दो बार VDD हो सकता है क्योंकि यह बदल रहा है प्लस VDD यह बदल रहा है माइनस VDD सही तो यहाँ आसन्न कपसिटंस का प्रभाव दोगुना हो जाएगा तो A द्वारा व्यक्त की जाने वाली प्रभावी कपसिटंस यही होगी और मिलर प्रभाव के कारण तीसरे स्तंभ को वास्तव में मिलर गुणांक कारक कहा जाता है इसलिए जब दोनों एक साथ स्विच कर रहे हैं तो प्रभाव सबसे कम है तो हम इसे एक सापेक्ष मान 0 से दर्शाते हैं इसका मतलब है यह सबसे अच्छी स्थिति है इसलिए जब उनमें से एक स्थिर है और अन्य स्विच कर रहा है तो प्रभाव 1 पर अधिक प्रतिनिधित्व करता है लेकिन यह सबसे गंभीर है जब वे विपरीत दिशा में स्विच कर रहे हैं तो हम इसे 2 से दर्शाते हैं इसलिए आमतौर पर जब हम क्रॉस टॉक के संबंध में एक सर्किट का विश्लेषण करते हैं तो हम विभिन्न स्थितियों को अलग अलग MCF वैल्यूज द्वारा नामित कर सकते हैं ताकि आप यह पहचान सकें कि कौन सा MCF वैल्यू अधिक क्रूशियल है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है तो आइए हम कुछ और क्रॉस टॉक नॉइस मतलब इन समीकरणों और योगों को देखते हैं इन 2 तारों को बदलते हैं एक तार दूसरे तार पर वोल्टेज को प्रभावित कर रहा है उन्हें आमतौर पर अग्ग्रेसर और विक्टिम कहा जाता है तोअग्ग्रेसर वह तार है जिस पर सिग्नल ट्रांजिशन हो रहा है और विक्टिम victim वह तार है जिस पर नॉइस कपलिंग हो रहा है इसलिए पिछले आरेख के अनुसार 2 तारों के बीच कपसिटंस C adjacent थी यह C C adjacent है विक्टिम ग्राउंड पर एक और कपसिटंस का अनुभव कर रहा है जो C g और d है अब मान लीजिए कि अग्ग्रेसर एक मात्रा डेल्टा V aggressor द्वारा वोल्टेज को बदलता है तो विक्टिम वोल्टेज में यहाँ वोल्टेज में संबंधित कितना परिवर्तन होगा तो यह एक सरल कपैसिटर समीकरण है यदि आप एक सरल सर्किट विश्लेषण करते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि यहां वोल्टेज में परिवर्तन होगा वे श्रृंखला में 2 कपसिटंस हैं इसका मतलब है यह इस तरह एक समानांतर कनेक्शन की तरह होगा C adjacent डिवाइड बाय C g ग्राउंड प्लस C adjacent और इसके द्वारा गुणा तो C adjacent का मान जितना बड़ा होगा यह प्रभाव उतना अधिक होगा लेकिन अगर C adjacent बहुत छोटा है तो डेल्टा V aggressor तो यह डेल्टा V victim भी छोटा हो जाएगा तो दूसरा उदाहरण आइए हम एक और मामला लेते हैं तो यहां विक्टिम को एक गेट द्वारा संचालित किया जाता है जो नॉइस से लड़ रहा है इसका मतलब है पिछले मामले में मैं मान रहा हूं कि विक्टिम एक लाइन है जो फ्लोटिंग है इसलिए ऐसे कोई गेट नहीं हैं जिनका आउटपुट इस गेट को चला रहा है लेकिन यहां मैं यह मान रहा हूं कि एक इन्वर्टर है जिसका आउटपुट विक्टिम से जुड़ा है और पहले के मामले में इन्वर्टर को इस R विक्टिम की तरह एक समान भार रजिस्टेंस द्वारा हम मॉडल कर सकते हैं तो अब आपके समतुल्य सर्किट इस तरह दिखता है यहां R विक्टिम भी है इसलिए यदि आप इस सर्किट पर फिर से गणना करते हैं तो इस सर्किट पर विश्लेषण करें तो मेरा मतलब है कि आप इस तरह से एक समीकरण प्राप्त कर सकते हैं विक्टिम में वोल्टेज में परिवर्तन होगा यह शब्द समान है C groung प्लस C adjacent बाय C adjacent डेल्टा अग्ग्रेसर था अब यह नया कारक है 1 में आओ 1बाय 1 प्लस k से जहां k ताऊ अग्ग्रेसर है ताऊ विक्टिम इसका मतलब है अग्ग्रेसर R aggressor का RC डिले इन टू कुल कपसिटंस प्लस विक्टिम का यह R इसलिए यदि यह k 0 के करीब है तो यह फ्लोटिंग विक्टिम के समान हो जाता है लेकिन जैसे ही k बढ़ता है आप कह सकते हैं कि मान बदल जाएगा यह मान कम हो जाएगा इसलिए वास्तव में यह इन्वर्टर इस क्रॉस टॉक के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है यह क्रॉस टॉक नॉइस को नीचे ला रहा है क्योंकि पहले जब तार फ्लोटिंग कर रहा था तो वैल्यू अधिक था लेकिन अब चूंकि यह इस k से लड़ रहा है अगर यह 0 से अधिक है वैल्यू कम हो जाएगा डिनोमिनेटर अधिक हो जाएगा ठीक है तो कुछ सरल नॉइस निहितार्थ कहते हैं कि यदि नॉइस नॉइस मार्जिन से कम है जिसे आपके सर्किट को सहन करने के लिए माना जाता है तो आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए और अगर यह एक स्टैटिक CMOS लॉजिक है तो फिर भी अगर कोई नॉइस है तो कुछ स्पाइक इसलिए यह अंततः शांत हो जाएगा समस्या तब आएगी जब आप डायनेमिक CMOS लॉजिक का उपयोग कर रहे हैं जैसे पूर्व चार्ज लॉजिक या ऐसा कुछ तब यह स्पाइक्स डिस्चार्ज हो सकता है कुछ वोल्टेज जो अन्यथा महत्वपूर्ण हैं लेकिन इन ग्लिट्स के कारण और यह नॉइस डिले बढ़ सकता है और इसी तरह DRAM की मेमोरी डायनामिक रैम जहां डेटा को कैपेसिटेंस के रूप में संग्रहित किया जाता है कैपेसिटेंस पर चार्ज होता है क्योंकि इस नॉइस के कारण कुछ कैपेसिटेंस डिस्चार्ज हो सकते हैं तो जवाब गलत हो सकता है तो एक आखिरी बात इसका मतलब है आप वायर इंजीनियरिंग नामक किसी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं जैसे मैं इस कैपेसिटिव को कैसे नियंत्रित करता हूं तो यह नॉइस प्रभावित करता है देखें कि कुछ चीजें हैं जो लाइन की चौड़ाई के साथ खेल सकती हैं लाइन की स्पेसिंग इसलिए आप किस लेयर पर इसे ड्रॉ कर रहे हैं जैसा कि आपने लेयर के आधार पर देखा है कैपेसिटिव और रजिस्टिव प्रभाव अलग अलग होंगे और शिल्डिंग कहा जाता है शिल्डिंग महत्वपूर्ण है शिल्डिंग कहता है कि अच्छी तरह से मैंने देखा है मैंने कई उदाहरण दिखाए हैं यह मामला कोई शिल्डिंग नहीं है a0 b0 a1 b1 a2 b2 6 रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखी जाती हैं अगल बगल में लेकिन यहाँ हम a0 a1 a2 कहते हैं मैं उनमें से 3 दिखा रहा हूँ VDD ग्राउंड VDD ग्राउंड इसलिए वे बिजली की आपूर्ति लाइनों के बीच में हैं तो वहाँ किसी तरह का एक शिल्डिंग है इसलिए इन लाइनों पर नॉइस शिल्डिंग के कारण अगली सिग्नल लाइन तक नहीं फैलता है इसलिए यदि आप चाहें तो आप इन शील्ड के बीच एक से अधिक लाइनें रख सकते हैं VDD फिर 2 a a 1 फिर ग्राउंड फिर a 2 a 3 फिर VDD और इसी तरह तो ये कुछ तकनीकें हैं जो आमतौर पर उपयोग की जाती हैं मैंने पहले ही कहा है कि रिपीटर्स इसलिए मैं अब इस पर विस्तार नहीं कर रहा हूं तो हमने देखा है कि एक तार की डिले लंबाई के आनुपातिक है तो यह R लंबाई के लिए आनुपातिक है C भी लंबाई के लिए आनुपातिक है तो RC डिले L स्क्वायर के समानुपाती हो जाता है तो आप क्या करते हैं हम लंबे खंडों की लंबाई L को N सेगमेंट में L बाय N L बाय N L बाय N की लंबाई में तोड़ते हैं यह हम पहले ही देख चुके हैं इसलिए रिपीटेड डिजाइन के लिए अगर हम इसे Lबाय N में विभाजित करते हैं इसलिए सेगमेंट में से प्रत्येक की लंबाई L बाय N की होगी इसलिए वायर कैपेसिटेंस बेसिक स्क्वायर इन टू L बाय N की कैपेसिटेंस होगी रजिस्टेंस बेसिक स्क्वायर इन टू L बाय N होगा इसलिए यदि इन्वर्टर की चौड़ाई डब्ल्यू है आमतौर पर pMOS लार्ज s की वजह से कहा जाता है कि होल्ड्स की धीमी गतिशीलता तो W और 2 W हमारा विशिष्ट वैल्यू है आमतौर पर यह 2 W से कम है इसलिए गेट कैपेसिटेंस वैल्यू इस पर आधारित होगी रजिस्टेंस वैल्यू W द्वारा विभाजित किया जाएगा और कैपेसिटेंस W के आनुपातिक में बढ़ेगा तो पूरे तार के लिए बराबर सर्किट में तार कपसिटंस पूरी लंबाई में Cw होगी रजिस्टेंस पूरे लंबाई में Rw होगा इसलिए समकक्ष सर्किट इस तरह दिखेगा तो ड्राइविंग सर्किट में यह R बाय W होगा इनवर्टर लोड कैपेसिटी Cw को लोड करेगी और यहां प्रत्येक सेगमेंट के RC डिले के लिए यह Rw बाय N होगा यह Cw L बाय by 2 N होगा Cw L बाय by 2 N होगा इसलिए इसके साथ हम इंटरकनेक्ट मॉडलिंग पर अपनी चर्चा के अंत में आते हैं अपने अगले व्याख्यान में हम कुछ संबंधित मुद्दों को देख रहे हैं तो यह रिक्ति और लाइनों की चौड़ाई कैसे निर्धारित की जाती है तो यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने डिजाइन नियम कहा है धन्यवाद